पिछले क्लास में हम कुछ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव के बारे में बात कर रहे थे जैसे कि हम एल्गोरिथ्म टेक्निक या फिर सीमा फोर आधारित टेक्निक या हार्डवेयर एसिस्टेड टेक्निक को यूज करते हैं हमने यह भी देखा था कि हायर लेवल पर सीमाफोर और मॉनिटर दो ऐसे सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है जोकि जनरल प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल होते हैं पिछले क्लास में हमने यह भी देखा था की सीमाफोर को यूज़ करके सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन को किस तरह से कॉल करते हैं अगले कुछ क्लासेज में हम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के कुछ एग्जांपल देखेंगे आज हम कुछ क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को डिसकस करेंगे जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में फंडामेंटल प्रॉब्लम कहा जाता है जोकि ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग सिचुएशन में पाई जा सकती है तो अगर हम सीमाफोर या मॉनिटर को यूज करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो इन सॉल्यूशन को दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है हम क्लासिकल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और यह देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है पहला क्लासिकल प्रॉब्लम है वाउंडेड बफर प्रॉब्लम इसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेस होते हैं जो कि बफर में राइट करते रहते हैं और कुछ दूसरे प्रोसेस बफर से रीड करते रहते हैं इन प्रोड्यूसर और कंजूमर की रिलेटिव स्पीड यहां पर मायने रखती है अगर बफर का साइज सीमित है और प्रोड्यूसर बहुत फास्ट है तो बफर कुछ समय के बाद फुल हो जाएगा और प्रोड्यूसर इस बफर में तब तक राइट नहीं कर सकते जब तक कंजूमर बफर में से कुछ आइटम को कंज्यूम नहीं कर लेते इसी तरह से अगर बफर खाली है तो कंजूमर को बफर पर रीड ऑपरेशन एलाऊ नहीं होना चाहिए अगर बफर का साइज सीमित है तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही आवश्यक है रीडर राइटर प्रॉब्लम की तरह एक और सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें हमारे पास कई सारे प्रोसेस होते हैं इनमें से कुछ प्रोसेस कुछ डाटा आइटम को रीड करते हैं और कुछ राइटर प्रोसेस डाटा आइटम को मॉडिफाई करना चाहते हैं जिस समय कोई राइटर प्रोसेस डाटा आइटम को मॉडिफाई कर रहा होता है उस समय कोई भी रीडर या राइटर प्रोसेस को उस डाटा आइटम पर एक्सेस की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए इस तरह से राइटर एक्सेस Mutually एक्सक्लूसिव होता है दूसरी तरफ किसी एक डाटा आइटम पर कई सारे रीडर को एक्सेस एलाऊ किया जा सकता है यह readers writers प्रॉब्लम बाउंडेड बफर producer consumer प्रॉब्लम से डिफरेंट होती है अब एक और प्रॉब्लम को देखते हैं जिसको डायनिंग फिलॉस्फर्स प्रॉब्लम कहते हैं और यह प्रॉब्लम भी कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज और प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे हम सीमा फोर और मॉनिटर को यूज़ करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और यह भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिमिटिव प्रोवाइड करते हैं जिन को यूज करके कई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है सबसे पहले हम वाउंडेड बफर प्रॉब्लम को सीमा फोर से सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम में हमारे पास कई प्रोसेस होते हैं जिनको प्रोड्यूसर प्रोसेस कहते हैं मान लेते हैं कि P1 P2 और P3 प्रोड्यूसर प्रोसेस है और C1 और C2 दो कंजूमर प्रोसेस है प्रोड्यूसर प्रोसेस कुछ आइटम को प्रोड्यूस करते हैं और इन आइटम को कोई भी कंजूमर प्रोसेस कंज्यूम कर सकता है इसी तरह अलग अलग प्रोड्यूसर के आइटम में कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता है कोई भी कंजूमर बफर में से किसी भी आइटम को कंज्यूम कर सकता है स्पीड मिसमैच की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोड्यूसर और कंजूमर के बीच में एक बफर यूज करते हैं मान लीजिए कि यह एक बफर है और इसका साइज सीमित है इस बफर में 1 2 3 4 5 और 6 लोकेशन अवेलेबल है प्रोड्यूसर प्रोसेस बफर में राइट करते हैं और कंजूमर प्रोसेस बफर से आइटम को कंज्यूम करते हैं ऐसे में स्पीड एक इंपॉर्टेंट इश्यू होता है यहां पर बफर साइज n इक्वल टू सिक्स है और हम सीमाफोर म्यूटैक्स फुल और empty को यूज करेंगे इनमें से म्यूटैक्स बफर के एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए होता है एक्सेस करने वाले हर एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को इसे म्यूच्यूअल एक्सक्लूसिव तरीके से एक्सेस करना होता है म्यूटैक्स सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू वन होती है जिससे कि बफर को मॉडिफाई करने के लिए अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने वाले पहले प्रोसेस को एलाऊ किया जा सके इनिशियली बफर में कोई भी आइटम नहीं होता है इसलिए सीमा फोर फुल को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं यह एक काउंटिंग सीमाफोर होता है जो कि बफर में प्रजेंट नंबर ऑफ आइटम को दर्शाता है Empty सीमा फोर बफर में Empty स्लॉट को काउंट करता है इनिशियली सभी n स्लॉट Empty होते हैं इसलिए इस सीमा फोर की इनिशियल वैल्यू n होती है प्रोड्यूसर प्रोसेस तब तक आइटम को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब तक Empty सीमा फोर की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है इसी तरह से कंजूमर प्रोसेस बफर से तब तक आइटम को कंज्यूम कर सकते हैं जब तक सीमाफोर फुल की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है तो इस तरह से सीमाफोर को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यह प्रोड्यूसर प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर है जो कि एक इनफाईनाइट लूप की तरह होता है और सभी प्रोड्यूसर प्रोसेस का कोड लगभग मिलता जुलता होता है इसीलिए अलग अलग प्रोड्यूसर के लिए सेपरेट कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है इसकी प्रोसेसिंग को समझते हैं सबसे पहले यह प्रोड्यूसर कुछ प्रोसेसिंग करता है जो कि इसकी इंटरनल प्रोसेस होती है और इसमें यह बफर को मॉडिफाई नहीं करता है इसके बाद यह टेंपरेरी वेरिएबल नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड को यूज़ करके एक आइटम को प्रोड्यूस करता है इसके बाद यह वेट एंप्टी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और इसकी सहायता से बफर में एंप्टी स्लॉट को सर्च करता है जैसा कि हमने देखा था कि एंप्टी सीमा फोर की इनिशियल वैल्यू n होती है क्योंकि शुरुआत में सभी स्लॉट खाली होते हैं इसलिए जैसे ही पहला प्रोड्यूसर वेट एंप्टी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तो उसे एंप्टी सीमाफोर के लिए वेट नहीं करना पड़ता है और एंप्टी वेरिएबल की वैल्यू n माइनस वन हो जाती है इस तरह यह प्रोड्यूसर बफर में आइटम को राइट कर सकता है लेकिन बफर को मॉडिफाई करने से पहले इस प्रोसेस को बफर का म्यूच्यूअली एक्सक्लूसिव एक्सेस लेना पड़ता है और इसके लिए यह वेट ऑन म्यूटेक्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है इसके बाद यह बफर को मॉडिफाई कर सकता है और प्रोड्यूस किए हुए आइटम को बफर में राइट कर देता है बफर को मॉडिफाई करने के बाद यह सिग्नल म्यूटेक्स एग्जीक्यूट करता है जिससे दूसरे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं और इसके बाद यह सिग्नल फुल एग्जीक्यूट करता है फुल सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू 0 थी और अब एक आइटम प्रोड्यूस हो चुका है इसलिए सिग्नल स्टेटमेंट के बाद फुल वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर यह एक ब्लॉकिंग टाइप का सीमाफोर है तो सीमा फोर सीमेंटिक्स के अनुसार सिग्नल फुल स्टेटमेंट उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जो वेट ऑन फुल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके इस सीमाफोर के लिए वेट कर रहा होगा इस तरह यह लूप इनफाईनाइट एग्जीक्यूशन करता रहता है और प्रोड्यूसर प्रोसेस तब तक नए आइटम प्रोड्यूस करते रहते हैं जब तक बफर में एंप्टी स्लॉट होते हैं अब कंजूमर प्रोसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कंजूमर प्रोसेस सबसे पहले बफर को एक्सेस करता है और फिर उसमें से नेक्स्ट एलिमेंट को रीड करके किसी इंटरनल कंप्यूटेशन में यूज करता है इसे करने के लिए सबसे पहले कंजूमर प्रोसेस वेट ऑन फुल को एग्जीक्यूट करता है यहां पर फुल वेरिएबल बफर में प्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम को बताता है और अगर फुल की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो कंजूमर प्रोसेस बफर में से एलिमेंट को रीड कर सकता है इनिशियली फुल की वैल्यू जीरो होती है जोकि प्रोड्यूसर द्वारा कुछ आइटम प्रोड्यूस होने के बाद बढ़कर नॉन जीरो हो जाती है मान लेते हैं की प्रोड्यूसर ने तीन आइटम प्रोड्यूस किए हैं तो फुल की वैल्यू 3 होगी इसलिए प्रोसेस को फुल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और इसके बाद यह म्यूटेक्स के लिए वेट करेगा यह एन्श्योर करने के बाद कि बफर में कुछ आइटम प्रजेंट है वेट ऑन म्यूटेक्स स्टेटमेंट को यूज करके कंजूमर प्रोसेस बफर की एक्सेस परमिशन लेता है और इसके बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करता है जोकि बफर में से एक आइटम को रिमूव करके लोकल वेरिएबल next consumed मैं स्टोर कर देता है इसके बाद यह सिग्नल म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट करता है और इस तरह बफर मॉडिफिकेशन किया जाता है कंजूमर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आकर सिग्नल म्यूटेक्स और फिर सिग्नल empty स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है कंजूमर ने बफर में से एक आइटम को रीड कर लिया है और इसलिए एक empty स्लॉट क्रिएट हो चुका है और अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोसेस बफर में एक empty स्लॉट का वेट कर रहा है तो सिग्नल empty स्टेटमेंट उस प्रोसेस को एक स्लॉट अवेलेबल होने के बारे में इन्फॉर्म कर देता है वास्तव में सिग्नल empty स्टेटमेंट empty वेरिएबल की वैल्यू को इनक्रीज़ करता है इसके बाद कंजूमर प्रोसेस लोकल प्रोसेसिंग करता है और इसमें next consumed वेरिएबल में स्टोर किए गए आइटम को यूज करता है इस तरह से कंजूमर प्रोसेस काम करता है प्रोड्यूसर और कंजूमर दोनों प्रोसेस बफर में रीड या राइट करने के लिए म्यूटेक्स सीमाफोर को यूज करते हैं प्रोड्यूसर प्रोसेस बफर में राइट करने के बाद फुल सीमा फोर पर सिगनल जेनरेट करके कंजूमर प्रोसेस को इनफॉर्म करता है और इसी तरह बफर में से रीड करने के बाद empty सीमाफोर पर सिग्नल जनरेट करके empty स्लॉट के बारे में प्रोड्यूसर प्रोसेस को इनफॉर्म करता है हम यह देख सकते हैं कि अगर कंजूमर की तुलना में प्रोड्यूसर फास्ट होते हैं तो कुछ टाइम के बाद प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ता है और इसी तरह अगर प्रोड्यूसर प्रोसेस की तुलना में कंजूमर प्रोसेस फास्ट होते हैं तो कुछ समय के बाद बफर खाली हो जाता है और ऐसे में कंजूमर प्रोसेस को वेट करना पड़ता है इस तरह की सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम में आ सकती है फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्रोसेस कीबोर्ड से रीड कर रहा है और कोई दूसरा प्रोसेस किसी प्रोग्राम के कोड को रन कर रहा है और प्रोग्राम वेरिएबल की वैल्यूज़ को कीबोर्ड से एंटर किया जाना है कीबोर्ड रीडिंग प्रोसेस और प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन दोनों ही सेपरेट प्रोसेस है और एक सिस्टम में ऐसे कीबोर्ड से रीड करने वाले ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं इस तरह से कीबोर्ड से कीस्ट्रोक सीक्वेंस प्रोड्यूस करने वाले कई सारे प्रोड्यूसर प्रोसेस हो सकते हैं और सिस्टम में रन होने वाले प्रोग्राम को हम कंजूमर कह सकते हैं इस तरह से इस सिचुएशन में कई सारे producer consumer हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को producer consumer प्रॉब्लम कहते हैं और यह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और बहुत ही कॉमन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम "रीडर्स रायटर्स" प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से है कि हमारे पास एक डाटा सेट होता है जो कि कई सारे कॉन्करेंट प्रोसेस के बीच में शेयर्ड होता है इन प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस रीडर टाइप के होते हैं जोकि इस डाटा सेट को केवल रीड करते हैं अपडेट नहीं करते और कुछ राइटर टाइप के प्रोसेस होते हैं जो कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन करते हैं हम यह भी कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस राइट ऑपरेशन को कर सकता है तो वह रीड ऑपरेशन को भी कर सकता है अब प्रॉब्लम यह है कि क्या हम एक साथ कई सारे रीडर्स को रीड परमिशन दे सकते हैं या नहीं तो ऐसे केस में किसी डाटा सेट पर एक से ज्यादा रीडर को रीड परमिशन दी जा सकती है क्योंकि रीडर डाटा सेट को मॉडिफाई नहीं करेंगे और इसलिए डाटा के करप्ट होने की कोई संभावना नहीं होती है लेकिन राइटर प्रोसेस के केस में शेयर्ड डाटा पर केवल एक ही राइटर को एक्सेस दिया जा सकता है इसलिए एक साथ कई सारे राइटर को शेयर्ड डाटा पर सायमलटेनियस एक्सेस नहीं दी जा सकती क्योंकि यह राइटर प्रोसेस डाटा को मॉडिफाई करेंगे और जैसा कि हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में देखा था इस तरह के सायमलटेनियस मॉडिफिकेशन से डाटा आइटम की फाइनल वैल्यू में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है इसलिए शेयर डाटा पर एक टाइम पर एक ही राइटर प्रोसेस को एलाऊ किया जा सकता है इसी तरह से जब कोई राइटर प्रोसेस डाटा को एक्सेस कर रहा है तो उस समय उस डाटा पर रीडर प्रोसेस को भी एक्सेस नहीं दिया जा सकता इस तरह राइटर एक्सेस पूरी तरह से mutually exclusive होता है इसलिए एक साथ कई रीडर प्रोसेस को एक्सेस दिया जा सकता है लेकिन एक समय पर एक राइटर प्रोसेस ही डाटा को एक्सेस कर सकता है इसके अलावा किसी भी रीडर या राइटर को एक्सेस एलाऊ नहीं किया जाता रीडर और राइटर प्रोसेस को कंसीडर करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि इनके साथ प्रायरिटी को भी इंवॉल्व किया जा सकता है अगर रीडर प्रोसेस एक के बाद एक लगातार आते हैं तो हम यह मानकर इन सभी रीडर प्रोसेस को एलाऊ कर देते हैं कि इस समय कोई भी राइटर प्रोसेस डाटा को एक्सेस नहीं कर रहा है लेकिन जैसे ही कोई राइटर प्रोसेस आता है तो उसको तब तक वेट करना पड़ता है जब तक रीडर प्रोसेस का फ्लो ओवर नहीं हो जाता इस केस में रीडर की प्रायरिटी राइटर से ज्यादा होती है इसी तरह की और भी कई प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वह स्कोप से बाहर है तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें रीडर की प्रायरिटी राइटर से ज्यादा होती है इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम शेयर्ड वेरिएबल को यूज करेंगे जिनमें से पहला है सीमा फोर "रीड राइट म्यूटैक्स" जिसकी इनिशियल वैल्यू वन होती है दूसरा है सीमाफोर म्यूटैक्स इसकी इनिशियल वैल्यू भी 1 होती है और तीसरा है एक इंटीज़र वेरिएबल "रीड काउंट" जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है और यह सिस्टम में प्रजेंट रीडर प्रोसेस की काउंटिंग स्टोर करता है जब "रीड काउंट" की वैल्यू जीरो होती है तो उस केस में ही किसी राइटर प्रोसेस को एलाऊ किया जा सकता है इसी तरह से जब भी कोई रीडर प्रोसेस आता है तो वह "रीड काउंट" की वैल्यू जीरो से बड़ी देखकर यह समझ सकता है कि सिस्टम में पहले से रीडर प्रोसेस मौजूद है और रीडिंग प्रोसेस पहले से चल रहा है इसलिए नया रीडर प्रोसेस भी रीडिंग कर सकता है अब हम रीडर और राइटर प्रोसेस के कोड को समझेंगे राइटर प्रोसेस का कोड कुछ इस तरह का होता है "रीड राइट म्यूटैक्स" की इनिशियल वैल्यू वन होती है और इसे राइटर एक्सेस के लिए यूज करते हैं राइटर प्रोसेस रीड ओर राइट दोनों ऑपरेशन कर सकता है इसीलिए इस वेरिएबल को "रीड राइट म्यूटैक्स" कहते हैं अगर हम केवल राइट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो इस वेरिएबल को राइट म्यूटैक्स भी कह सकते हैं जैसे ही पहला राइटर प्रोसेस आता है वह वेट ऑन "रीड राइट म्यूटैक्स" स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और इस सीमाफोर की वैल्यू को 1 से ज़ीरो कर देता है और अब इसके बाद कोई भी दूसरा राइटर प्रोसेस एलाऊ नहीं होगा और इस वेट स्टेटमेंट पर वेट करता रहेगा इसके बाद यह राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर सिग्नल "रीड राइट म्यूटैक्स" को एग्जीक्यूट करेगा यह पूरा प्रोसेस एक इनफाईनाइट लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट होता है रीडर प्रोसेस का कोड कुछ कांप्लेक्स होता है और जैसे ही कोई नया रीडर प्रोसेस आता है तो सबसे पहले "रीड काउंट" वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है हालांकि इससे पहले वेट म्यूटैक्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं पहले रीडर प्रोसेस के आते ही "रीड काउंट" अपनी इनिशियल वैल्यू जीरो से इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाता है "रीड काउंट" इक्वल टू 1 का मतलब है कि सिस्टम में केवल एक ही रीडर प्रोसेस प्रजेंट है इसके बाद दो तरह की सिचुएशन हो सकती है की सिस्टम में कोई राइटर प्रोसेस पहले से राइटिंग ऑपरेशन कर रहा हो या फिर कोई भी राइटर प्रोसेस सिस्टम में प्रजेंट ना हो और इसके लिए हम "रीड राइट म्यूटैक्स" को चेक करते हैं जैसे कि अगर "रीड काउंट" की वैल्यू वन है यानी कि यह पहला रीडर प्रोसेस है तब यह प्रोसेस "रीड राइट म्यूटैक्स" के लिए वेट करेगा नहीं तो यह रीडिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है रीड काउंट वेरिएबल भी एक शेयर्ड वेरिएबल की तरह बिहेव करता है मान लेते हैं कि R1 R2 दो रीडर प्रोसेस है और यह दोनों ही "रीड काउंट" वेरिएबल को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो "रीड काउंट" प्लस प्लस स्टेटमेंट को दोनों ही रीडर एग्जीक्यूट करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में हमने देखा था की जब भी एक से ज्यादा प्रोसेस किसी शेयर्ड वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं तो यह कोड क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है तो यह रीड काउंट प्लस प्लस ऑपरेशन एक तरह का क्रिटिकल सेक्शन कोड है जिसको म्यूटैक्स सीमाफोर को यूज करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं R1 प्रोसेस आते ही वेट ऑन म्यूटैक्स को एग्जीक्यूट करता है और इसको पास करके यह मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकता है अगर इस मॉडिफिकेशन के दौरान प्रोसेस R2 आता है तो वह वेट म्यूटैक्स स्टेटमेंट पर वेट करता रहेगा और वेरिएबल "रीड काउंट" को एक्सेस नहीं कर पाएगा इस तरह से म्यूटैक्स सीमाफोर को यूज करके हम "रीड काउंट" वेरिएबल को प्रोटेक्ट करते हैं इसके बाद अगर "रीड काउंट" की वैल्यू वन है तो यह प्रोसेस "रीड राइट म्यूटैक्स" के लिए वेट करेगा नहीं तो सिग्नल म्यूटैक्स एग्जीक्यूट करेगा जिससे कि इसके बाद में आने वाले प्रोसेस भी "रीड काउंट" को मॉडिफाई कर सके अगर "रीड काउंट" की वैल्यू वन है तो इसका मतलब है की कोई राइटर प्रोसेस अभी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और इस केस में "रीड राइट म्यूटैक्स" की वैल्यू जीरो होगी इसलिए रीडर प्रोसेस को यहां पर वेट करना पड़ेगा ऐसे में रीडर प्रोसेस सिग्नल म्यूटैक्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि इसके बाद में आने वाले रीडर प्रोसेस को भी यहां पर वेट करना पड़ेगा जब तक यह राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता राइटर प्रोसेस के फिनिश होते ही "रीड राइट म्यूटैक्स" की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाती है और रीडर प्रोसेस वेट ऑपरेशन से बाहर आकर सिग्नल म्यूटैक्स को एग्जीक्यूट करेगा जिससे दूसरे रीडर प्रोसेस को यह पता चल जाएगा कि वह अब प्रोसीड कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में इस पार्ट के एग्जीक्यूट होने के बाद रीडर प्रोसेस रीडिंग को स्टार्ट कर सकता है रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रीडर काउंट को डिक्रिमेंट कर दिया जाता है "रीड काउंट" एक शेयर्ड वेरिएबल होता है इसलिए "रीड काउंट" माइनस माइनस एक तरह से क्रिटिकल सेक्शन कोड ही होता है रीड काउंट माइनस माइनस के बाद अगर इसकी वैल्यू जीरो जाती है तो इसका मतलब है कि यह लास्ट रीडर प्रोसेस है इसलिए लास्ट रीडर प्रोसेस "रीड राइट म्यूटैक्स" सीमा फोर के लिए वेट करने वाले राइटर प्रोसेस को सिग्नल करता है की राइटर प्रोसेस अब प्रोसीड कर सकता है इस तरह "रीड काउंट" के मॉडिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसके बाद रीडर प्रोसेस सिग्नल म्यूटैक्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद "रीड काउंट" के शेयर्ड कोड से बाहर आ जाता है और इसके बाद व्हाईल लूप के अगले इटरेशन में फिर से अगला रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है रीडर प्रोसेस का स्ट्रक्चर राइटर प्रोसेस की तुलना में थोड़ा कांप्लेक्स होता है जैसा कि हम ने देखा की एक साथ कई रीडर प्रोसेस को एलाऊ किया जा सकता है यह इस तरह से होता है कि पहला रीडर प्रोसेस "रीड काउंट" को अपडेट करके रीडिंग स्टेज तक पहुंच जाता है और इसके बाद आने वाले रीडर प्रोसेस को "रीड काउंट" की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं मिलती है और इसलिए वह "रीड राइट म्यूटैक्स" के लिए वेट करने के बजाए सीधे ही सिग्नल म्यूटैक्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है पहले रीडर प्रोसेस R1 को किसी ऐसे राइटर प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ सकता है जो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन R1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद आने वाले रीडर r2 और r3 को वेट नहीं करना पड़ता अगर ऐसा हो कि राइटर प्रोसेस w1 सबसे पहले आए और उसके बाद R1 प्रोसेस आता है और इसके बाद राइटर 2 आता है और इसके बाद रीडर टू और रीडर थ्री आते हैं बेसिकली w1 R1 w2 r2 r3 यह सभी इन प्रॉसेस के अराइवल टाइम को शो कर रहे हैं मान लेते हैं कि रीडर R1 इस पॉइंट पर फिनिश होता है तो इस पॉइंट पर राइटर w1 के फिनिश होने के बाद रीडर R1 के आने पर रीडर R1 रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है और इसके बाद राइटर w2 को आने पर "रीड राइट म्यूटैक्स" की वैल्यू जीरो मिलती है इसलिए w2 को यहां पर वेट करना पड़ता है लेकिन रीडर r2 और r3 राइटर w2 के बाद में आने के बावजूद भी रीडिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि "रीड काउंट" इस नॉट इक्वल टू वन इसलिए w2 को इन सभी रीडर प्रोसेस के फिनिश होने तक वेट करना पड़ेगा और अगर रीडर प्रोसेस लगातार आते रहते हैं तो w2 को काफी देर तक वेट करना पड़ेगा यह सॉल्यूशन रीडर प्रोसेस को फ़ेवर करता है और रीडर प्रोसेस के लगातार आने पर राइटर प्रोसेस को सफर करना पड़ता है ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जो राइटर प्रोसेस को फेवर करते हैं जिसमें किसी राइटर के एग्जीक्यूट होते समय उसके बाद में आने वाले सभी रीडर प्रोसेस को वेट करना पड़ता है इस तरह का सॉल्यूशन राइटर प्रोसेस को फेवर करता है इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं लेकिन यह सॉल्यूशन एक एसिमिट्रिक सॉल्यूशन होता है जबकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोबलम इसकी तुलना में ज्यादा सिमिट्रिक होती है रीडर राइटर प्रॉब्लम के वेरिएशन इस तरह से है पहले वेरिएशन में किसी भी रीडर प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता अगर किसी शेयर्ड ऑब्जेक्ट को कोई राइटर प्रोसेस एक्सेस नहीं कर रहा है दूसरे वेरिएशन में जैसे ही राइटर प्रोसेस रेडी होता है इसको राइटिंग की परमिशन दे दी जाती है दोनों ही केस में स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि पहले वेरिएशन में किसी भी रीडर को वेट नहीं करना पड़ता है और इसलिए राइटर प्रोसेस को वेट करना पड़ता है दूसरे वेरिएशन में राइटर प्रोसेस को रेडी होते ही एग्जीक्यूट होने की परमिशन मिल जाती है और अगर राइटर प्रोसेस एक के बाद एक आते रहते हैं तो रीडर प्रोसेस को वेट करना पड़ता है दोनों ही वर्जन में स्टार्वेशन की प्रॉब्लम होती है और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के kernel लेवल पर रीडर राइटर लॉक की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है इस केस में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन उसी सीक्वेंस में होता है जिसमें उनको रीडर राइटर लॉक की एक्सेस मिलती है इसके बाद अब हम डायनिंग फिलॉस्फर्स प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे यह प्रॉब्लम कुछ फिलोसोफर से रिलेटेड होती है जो कि एक टेबल पर खाना खा रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम में रियल सिचुएशन में भी हो सकती है जहां पर मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं और प्रोसेसेस को किसी ऑपरेशन को करने के लिए एक से ज्यादा रिसोर्स की जरूरत होती है इस डायनिंग फिलॉस्फर्स प्रॉब्लम को हम अगले क्लास में डिसकस करेंगे